मेंडेलियन आनुवंशिकी पर अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है हम मेंडेलियन सिद्धांतों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं विशेष रूप से इन्हेरिटन्स का विश्लेषण करने के लिए एक ऑफ्स्प्रिंग में कुछ इन्हेरिटिड बीमारी की उपस्थिति की भविष्यवाणी ताकि माता पिता इसे बेहतर तरीके से संभाल सकें आइए हम एक आनुवांशिक बीमारी से प्रभावित व्यक्ति को देखें मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आनुवांशिक बीमारी से प्रभावित है क्या संभावना है कि एक बच्चा उस बीमारी के साथ पैदा होगा यह एक सवाल है जो हम अब पूछने जा रहे हैं ठीक है इस व्याख्यान में हम ऐसा होने की विभिन्न संभावनाओं को देखने जा रहे हैं ऐसा करने के लिए एक पेडिग्री विश्लेषण नामक कुछ चीज मदद कर सकती है पेडिग्री चार्ट या फैमिली चार्ट इतिहास और फेनोटाइप्स कैरिक्टॅर्स विशेषताओं पर फैमिली संबंधों को दर्शाते हैं तो फेनोटाइप्स के आधार पर कैरिक्टॅर्स अब्ज़र्वबल कैरिक्टॅर्स जीनोटाइप पर यथासंभव पूरी तरह से काम किया जाता है और आगे की भविष्यवाणियां करने के लिए उपयोग किया जाता है ठीक है हम मनुष्यों के साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं और इसलिए हमें उन सभी सूचनाओं के उपयोग करने की आवश्यकता है जो अब्ज़र्वबल कैरिक्टॅर्स के संदर्भ में उपलब्ध हैं और हमारे निष्कर्ष निकालती हैं बेशक अगर किसी के जीनोटाइप का परीक्षण किया जा सकता है तो बस लार का कुछ हिस्सा या कुछ रक्त और इस तरह जो किया जा सकता है यह है जो कि अधिकांश के लिए स्वीकार्य है और इसका उपयोग विश्लेषण में मदद करने के लिए किया जा सकता है हालाँकि इनमें से कई मामलों में यह संभव भी नहीं हो सकता है क्योंकि शायद दादा दादी और पिछली पीढ़ियां बीत चुकी हैं और इसलिए फेनोटाइप्स का विश्लेषण और जीनोटाइप के अनुमान का उपयोग जीनोटाइप पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इस तरह आगे की भविष्यवाणी करने के लिए हम उनमें से कुछ उदाहरणों को देखेंगे उसके लिए आपके पास एक निश्चित शब्दावली है अगर हमारे पास एक चक्र है तो इसका मतलब एक महिला है अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो इसका मतलब है एक पुरुष ये पेडिग्री विश्लेषण के लिए मानक शब्दावली हैं यदि आपके पास एक भरा हुआ चक्र है तो इसका मतलब है कि महिला में विकार है विकार स्पष्ट है यदि यह एक भरा हुआ स्क्वायर है तो यह पुरुष विकार के साथ है यदि यह आधा भरा हुआ चक्र है तो यह महिला वाहक नामक कुछ है यह स्पष्ट हो जाएगा यदि व्यक्ति बीमारी को नहीं दिखाता है व्यक्ति एक भाग एक एलील कैरी करता है जो रोग का कारण बन सकता है और यह रिसेसिवली इन्हेरिटिड ट्रैट के लिए सच है आप जानते हैं अगर दोनों को छोटा होने की जरूरत है तो हम एक बीमारी के लिए pp को प्रकट करने के लिए कहें अगर यह Pp है तो यह एक वाहक बन जाता है है ना छोटा p अभी भी है जिसे अगली पीढ़ी को पारित किया जा सकता है हालांकि कैपिटल P के कारण यह रोग वाहक में इस विशेष व्यक्ति में प्रकट नहीं हो सकता है यही वाहक का मतलब है रोग प्रकट नहीं होता है लेकिन व्यक्ति के पास एलील को पास ऑन करने की क्षमता होती है offspring's offspring में या offspring में रोग उत्पन्न करने के लिए और यह एक पुरुष वाहक है तो चक्र एक फीमेल है स्क्वायर एक मेल है अगर यह भरा हुआ है तो व्यक्ति विकार दिखा रहा है अगर यह आंशिक रूप से भरा है तो व्यक्ति एक वाहक है ठीक है यह 2 भरे हुए हो सकते हैं या इन 2 का निर्णय केवल आब्ज़र्वेशन और रिकॉर्ड द्वारा किया जा सकता है जबकि इसके लिए एक आनुवंशिक विश्लेषण या कम से कम आनुवंशिक संभावनाओं की आवश्यकता होती है जिसे हम निश्चितता के साथ परिणाम निकाल सकते हैं आइए एक रिसेसिवली इन्हेरिटिड के मामले को लेते हैं ठीक है जो कि यह सोचना स्वाभाविक है कि यदि यह दोनों छोटे हैं तो व्यक्ति को बीमारी है यह हमेशा मामला नहीं होता है लेकिन हम इस समय के लिए यह ले लेते हैं यही कोई उम्मीद करेगा इस पृष्ठभूमि को देखते हुए जिससे हम गुजर रहे हैं अल्बिनिज्म आप जानते हैं वह व्यक्ति जिसके पास हल्के रंग की त्वचा के पैच हैं या कभी कभी पूरा शरीर भी यह एक रिसेसिवली इन्हेरिटिड विकार है हम कहते हैं कि यह एक परिवार है जिस पर हम विचार कर रहे हैं एक फीमेल जिसे अल्बिनिज़म है वह बिना अल्बिनिज़म वाले एक मेल से शादी करती है और उनके बच्चे होते हैं एक फीमेल अल्बिनिज़म के बिना एक मेल ऐल्बिनिज़म के साथ और ये दोनों शादी करते हैं और वे 2 बच्चे पैदा करते हैं एक फीमेल बिना ऐल्बिनिज़म के और एक फीमेल ऐल्बिनिज़म के साथओके फिर ये दोनों शादी करते हैं ये 2 अलग अलग परिवार हैं उनके बच्चे उनके बच्चों के बीच 2 हर एक प्रत्येक परिवार का एक बच्चा दूसरे से शादी करता है और उनके बच्चे होते हैं अब तक की टिप्पणियां इस प्रकार हैं एक में अल्बिनिज्म होता है एक फीमेल अल्बिनिज़म के साथ होती है और दूसरी एक फीमेल अल्बिनिज़म के बिना होती है और यह दादा दादी की पीढ़ी है पहली पीढ़ी की शब्दावली है यह माता पिता और उनके भाई बहन हैं ठीक है दूसरी पीढ़ी और यह है तीसरी पीढ़ी जिसमें अभी हम कंसर्न्ड हैं यह फैमिली ट्री है जिस पर हम पेडिग्री विश्लेषण करने जा रहे हैं यदि हम निम्नलिखित को खोजने में रुचि रखते हैं यदि तीसरी पीढ़ी में एक और बच्चा इस पीढ़ी में उसी माता पिता से पैदा होता है तो उस बच्चे के अल्बिनो होने की संभावना क्या है ठीक है यहाँ अब तक यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन यहाँ देखने के लिए यह व्यक्ति अल्बिनिज़म से प्रभावित नहीं है यह व्यक्ति ऐल्बिनिज़म से प्रभावित नहीं है जबकि उन माता पिता की संतान अल्बिनिज़म से प्रभावित हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दादा दादी से आता है ठीक है अब जब हम मेंडेलियन इन्हेरिटेंस को जानते हैं हम जानते हैं कि यह कैसे हो सकता है रिसेसिव संभावना इसे यहां छोड़ दिया जाता है जबकि यह तीसरी पीढ़ी में प्रकट होती है अब हम विश्लेषण पर जाते हैं इस तरह से परिवार में विभिन्न लिंकेज को दिखाया जाता है और विभिन्न फेनोटाइप हमारे कोड के अनुसार दिखाए जाते हैं आमतौर पर स्वीकृत कोड यदि हम स्पष्ट जीनोटाइप को देखते हैं तो यह एक मेल है एल्बिनिज़म के साथ इसलिए इसे pp होना चाहिए या एल्बिनिज़्म वाले किसी भी व्यक्ति को pp होना चाहिए क्योंकि यह एक रिसेसिवली इन्हेरिटिड विकार है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ छोटा p छोटा p छोटा p छोटा p यह एक छोटा p छोटा p होना चाहिए जिसे हम हर चीज के लिए भर सकते हैं जबकि यहाँ यह एक ऐसी फीमेल है जिसमें अल्बिनिज़म नहीं है ठीक है जबकि इस पेअरॅन्ट के पास दोनों छोटे p एलील्स हैं और चूंकि एक एलील प्रत्येक पेअरॅन्ट से आता है निश्चित रूप से एक एलील्स p है और क्योंकि यह व्यक्ति अल्बिनिज्म नहीं दिखा रहा है अन्य एलील को कैपिटल P होना चाहिए यदि दूसरा एलील छोटा p होता तो यह व्यक्ति भी प्रभावित होता इसी तरह यह व्यक्ति इस पेअरॅन्ट से है इसलिए इसने एक छोटा p इन्हेरिटिड किया होगा और यह दूसरा एलील दूसरे पेअरॅन्ट से कैपिटल P रहा होगा ठीक है इसके साथ और इस पर एक नज़र डालते हुए इस पिता या दादा को कम से कम एक कैपिटल P और एक छोटा p होना चाहिए था तभी इस तरह की संभावनाएं मौजूद होंगी है ना अन्यथा यदि दोनों कैपिटल P थे तो इन 2 लोगों में ऐल्बिनिज़म नहीं होता दोनों अन्य एलील कैपिटल P होते और जब तक एक एलील कैपिटल होता तब तक यहाँ रोग प्रकट नहीं होता और चूंकि यह यहाँ प्रकट हुआ है और यह यहाँ प्रकट नहीं हुआ है इस व्यक्ति के पास कैपिटल P छोटा p होना चाहिए थाठीक यह विश्लेषण है इसी तरह हम यहां एक विश्लेषण कर सकते हैं यह निश्चित रूप से छोटा p छोटा p है और यह छोटा p छोटा p है ये दोनों प्रभावित हैं और यह कैपिटल P रहा होगा क्योंकि इस व्यक्ति को यह बीमारी नहीं है और इसलिए यह देखना काफी आसान है कि यह कैपिटल P छोटा p क्यों रहा होगा क्योंकि व्यक्ति को यह बीमारी नहीं है अब यह हेटरोज़ाइगस है यह भी हेटरोज़ाइगस है यह हेटरोज़ाइगस पेअरॅन्ट के बीच एक क्रॉस है और उनकी संभावना क्या है कि यह व्यक्ति चाहे मेल या फीमेल को रोग है यह एक चौथाई संभावना होगी आप जानते हैं कि ये हेटरोज़ाइगस क्रॉस हैं इसलिए PP Pp pP and pp संभावनाएं हैं इसलिए एक चौथाई संभावना है कि यह pp होगा जिसके परिणामस्वरूप बच्चा एल्बिनो हो सकता है हम यह भी पूछ सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी की संतानों का जीनोटाइप क्या होगा जो कि ये 2 है और यह देखने में काफी आसान है कि दोनों को Pp या PP होना चाहिए दोनों दिख हो सकते हैं हम केवल इस ऑब्जरवेशन से यह पता नहीं लगा सकते हैं कि व्यक्ति को अल्बिनो नहीं है व्यक्ति एक वाहक हो सकता है ठीक है जबकि यहाँ यह बहुत स्पष्ट है कि इसे pp होना है ठीक है तो यह बहुत सी जानकारी है जिसे हम सिर्फ लोगों और उनके अब्ज़र्व कैरेक्टर के बीच के विभिन्न संबंधों को देखकर इकट्ठा कर सकते हैं और हमने जीनोटाइप को डिˈड्यूस् कर दिया है यह देखते हुए कि अल्बिनिज़्म एक रिसेसिवली इन्हेरिटिड विकार है ठीक है अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं लगातार रिसेसिवली इन्हेरिटिड की बात क्यों कर रही हूँ ठीक है आपको सोचना चाहिए कि और कैसे विकार इन्हेरिटिड हो सकता है ऐसा होता है कि एक विकार एक डामनन्ट्ली इन्हेरिटिड विकार भी हो सकता है और हंटिंगटन की बीमारीHuntington's disease जो अमेरिका में बहुत प्रचलित है वास्तव में एक डॉम्इनॅन्टली इन्हेरिटिड विकार है जिसका अर्थ है कि यदि कोई एक एलील कैपिटल है तो व्यक्ति को वह विकार होता है जिसका अर्थ यह भी है कि अधिकांश आबादी हॉमॅज़ाइगॅस रिसेसिव है ठीक है दोनों छोटे छोटे हैं ठीक है केवल तभी व्यक्ति को हंटिंग्टन की बीमारी Huntington's disease नहीं होगी यदि उनमें से एक कैपिटल है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से बीमारी है यह भी हो सकता है उसी समय में डॉमिनन्ट् एलील वह नहीं है जो बहुमत लोगों मैं पाया जाता है ठीक है यह भी हो सकता है हम इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे होता है यदि आप रुचि रखते हैं तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक के बाद के अध्यायों को जाकर पढ़ सकते हैं यह उस बारे में बात करता है लेकिन अभी के लिए बेसिक कोर्स में हम देखते हैं कि क्या होता है यदि आपके पास एक डॉम्इनॅन्टली इन्हेरिटिड विकार है और हम उसी एक परिवार के लिए एक पेडिग्री विश्लेषण करते हैं ठीक है यह वही परिवार है इसलिए यह वही है जो यह था सही और ये चीजें हंटिंगटन के विकार Huntington's disorder का उल्लेख करती हैं हंटिंगटन की बीमारी Huntington's disease या विकार एक न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है जो 45 के बाद सेट इन होता है ठीक है इसलिए यह कभी कभी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और वे वास्तव में यह देखने के लिए अपने जीनोटाइप का परीक्षण करवा सकते हैं कि उन्हें हंटिंग्टन की बीमारी Huntington's disease है या नहीं यदि उन्हें हंटिंगटन की बीमारी Huntington's disease है तो यह एक बुरी तरह से अपक्षयी बीमारी है जो 45 के बाद होता है और उसके बाद का खराब जीवन इसलिए इसमें बहुत सारे प्रभाव हैं सामाजिक और सांस्कृतिक सामाजिक निश्चित रूप और स्वास्थ्य के लिहाज से और यह तथ्य कि आप एक टिक टाइम बम पर बैठे हैं तो यह एक ऐसा विकार है जो मुख्य रूप से अमेरिका में पाया जाता है भारत में ज्यादा नहीं यहाँ यह दिखाता है परिवार के सदस्यों को जिन्हें हंटिंग्टन बीमारी Huntington's disease है शेडिंग स्क्वेयर या सर्कल के द्वारा ठीक है एक शेडेड स्क्वायर प्रभावित मेल है और शेडेड सर्कल प्रभावित फीमेल है ठीक है अब हम यहां विश्लेषण करते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह हमने एक रिसेसिवली इन्हेरिटिड विकार के लिए विश्लेषण किया था जो कि अल्बिनिज़म था यह उसी का एक उदाहरण था एक ही सवाल है कि अगर एक और बच्चा उसी माता पिता से पैदा हुआ है तो उस बच्चे में हंटिंगटन के लिए क्या संभावना है ठीक है यह ऐल्बिनिज़म की तुलना में अधिक गंभीर है ऐल्बिनिज़म केवल दिखता है और हो सकता है कि यह व्यक्ति को त्वचा के कैंसर की संभावना का शिकार बना दे लेकिन यह उतना खतरनाक नहीं है जितना यह ठीक है हालाँकि इसके लिए एक सामाजिक कोण है बहुत स्पष्ट रूप से यह दोनों छोटे होने चाहिए व्यक्ति को बीमारी नहीं दिखाने के लिए यहाँ दोनों छोटे और यहाँ दोनों छोटे हैं जो बहुत आसानी से डिˈड्यूस् किए जा सकते हैं चूंकि यह व्यक्ति बीमारी को दिखा रहा है और यह दोनों रिसेसिव है व्यक्ति में बीमारी को दिखाने के लिए कम से कम एक डॉम्इनॅन्ट होना चाहिए और इसलिए इसे hH होना चाहिए यह भी hH वही माता पिता है और क्योंकि यह hH है इसका एकमात्र तरीका यह हो सकता है यदि यह Hh है यह HH नहीं हो सकता है अन्यथा इन 2 लोगों को भी बीमारी होती इसी तरह यह बिना किसी बीमारी के hh होगा यह भी hh होगा बिना किसी बीमारी के लिए यह रोग के साथ hH होना है क्योंकि इससे एक छोटा h यहाँ से आया है इसलिए कम से कम एक छोटा है दूसरे को रोग दिखाने के लिए इसके लिए कैपिटल होना चाहिए इसलिए यह Hh है और उसी तर्क के द्वारा यह Hh है और क्या संभावना है कि इस व्यक्ति को हंटिंगटन होगा आप यहां संभावनाओं पर काम कर सकते हैं यदि यह हिटरज़ाइगस डॉम्इनॅन्ट या होमोजयगोस डॉम्इनॅन्ट है तो व्यक्ति बीमारी दिखाएगा इसलिए यह तीन चौथाई या 75 संभावना है कि एक ही माता पिता से पैदा होने वाले बच्चे को हंटिंग्टन की बीमारी Huntington's disease होगी हंटिंगटन का जीन Huntington's gene जो एक बीमारी में विकसित होगा लगभग 45 के आसपास और तीसरी पीढ़ी के ऑफ़स्प्रिंग का जीनोटाइप क्या है यदि आप यहां दिए गए विवरणों पर काम करते हैं तो हमें निश्चित नहीं होगा यह या तो यह होगा और यह या यह और यह या यह और यह इसलिए यह या तो Hh या HH है कम से कम एक को कैपिटल होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति बीमारी दिखा रहा है ठीक है इस तरह के सवालों का जवाब दिया जा सकता है और माता पिता को इन संभावनाओं के प्रति सचेत किया जा सकता है लोग खुद इन संभावनाओं के प्रति सतर्क हो सकते हैं अब हम दोनों को एक साथ देखते हैं ठीक है और यहां संभावनाओं का उपयोग करते हैं यदि तीसरी पीढ़ी के दूसरे बच्चे का जन्म एक ही माता पिता से होता है तो उस बच्चे के हंटिंगटन के साथ एल्बिनो होने की क्या संभावना है ठीक है एल्बिनो 1 विशेषता है हंटिंगटन एक और कैरेक्टर है वे स्वतंत्र रूप से मेंडेलियन के सिद्धांतों के अनुसार इन्हेरिटिड हैं और इस संभावना के साथ आने के लिए हमें एक हाइब्रिड क्रॉस पर विचार करने की आवश्यकता है जिसमें अल्बिनो कैरेक्टर और हंटिंगटन कैरेक्टर Huntington's character पर विचार किया जा सकता है यदि हम ऐसा करते हैं तो स्वतंत्र वर्गीकरण के कानून को लागू करते हुए हंटिंगटन की संभावना तीन चौथाई है यहाँ विभिन्न संयोजनों के अनुसार अल्बिनिज़म की संभावना एक चौथाई है इसलिए हंटिंगटन Huntington's के साथ अल्बिनो की संभावना दोनों स्वतंत्र रूप से इन्हेरिटिड independent assortment है ¾ x ¼ गुणन नियम 316 देता है इसलिए यह संभावना है तो आप इन संभावनाओं और law of independent assortment के साथ कई अलग अलग चीजें कर सकते हैं रोग जीन और एलील्स की उपस्थिति के लिए परीक्षण किया जा सकता है कि आप एक वाहक हैं या नहीं यदि आपके पास वह बीमारी है आप जानते हैं कि आपका जीनोटाइप एक निश्चित तरीके से होगा यदि आपके पास वह बीमारी नहीं है जो आप जानना चाहेंगे कि क्या आप एक वाहक हैं क्या आप इसे अगली पीढ़ी को देने जा रहे हैं आप यह कर सकते हैं यहां तक कि भ्रूणों का परीक्षण CVS नामक एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग नामक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है ये 2 किए जाते हैं विशेष रूप से बीमारी की स्थिति के लिए और इसी तरह ठीक है हमने अब तक जो कुछ भी देखा है वह एक निश्चित प्रकार की इनहेरिटेंस के लिए मान्य है यह एलील के इनहेरिटेंस के लिए है जो मानव क्रोमसोम्स के 22 जोड़े पर रहते हैं 23 वीं जोड़ी XY यदि आप याद करते हैं बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है ठीक है की वह मेल है या फीमेल और 23 जोड़ी प्रत्येक शरीर में प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं जिसे आप पहले से ही जानते हैं अब तक हमने जो कुछ भी देखा है वह मान्य है यदि एलील पहले 22 क्रोमसोम्स पर बैठता है 23 वें पर नहीं यदि यह अगर यह सेक्स क्रोमसोम्स पर बैठता है तो चीजें अलग अलग होने जा रही हैं और आइए हम देखें कि कैसे चीजें अलग हो जाती हैं अगर एलील सेक्स क्रोमसोम्स पर बैठता है पहले 22 जोड़े वास्तव में ऑटोसोम या सोमैट्इक क्रोमसोम्स बॉडी के लिए सोमैट्इक सोमैट्इक क्रोमसोम्स कहलाते हैं और 23 वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के लिंग को निर्धारित करता है अब जेंडर मुझे लगता है कि इस व्याख्यान में हम सेक्स के साथ परस्पर इस्तेमाल करेंगे लेकिन वास्तविक रूप में जेंडर का एक सामाजिक अर्थ है और लिंग का एक जैविक अर्थ है लेकिन हम इसका उपयोग कर सकते हैं या मैं इस व्याख्यान में परस्पर इस का उपयोग कर सकता हूं फीमेल में XX सेक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होता है लिंग निर्धारण जीन के अलावा कई अन्य जीन हैं जो X और Y पर मौजूद हैं X और Y में मौजूद जीन द्वारा निर्धारित कैरिक्टर की इनहेरिटेंस जिसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है यदि यह सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो संभावनाएं अलग अलग होंगी जो हमने देखी हैं अगर वे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होते सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एक उदाहरण हीमोफिलिया है हीमोफिलिया रक्त के थक्के जमने में असमर्थता है और अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति को घाव हो जाता है तो व्यक्ति को खून बहता रहता है यदि यह बाहर है तो इसे संभालने का एक तरीका है लेकिन अगर यह अंदर होता है तो यह खतरनाक हो सकता है व्यक्ति बिना किसी दोष के मौत की ओर खून बह सकता है और उस स्थिति को हीमोफिलिया कहा जाता है आप इस यूट्यूब वीडियो पर एक नज़र डाल सकते हैं अगर यह एक फीमेल है तो यह XX है और अगर हम कहें कि उस व्यक्ति के पास A और A जीनोटाइप है हम जीनोटाइप निर्धारित करने के लिए एक सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे हैं यह एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ है चूंकि यह एक मेल है इसलिए इसे X और Y होना चाहिए क्योंकि मेल प्रभावित है यह एक छोटा a है इन 2 के बीच एक क्रॉस से युग्मक का परिणाम होगा युग्मक अंडे से XAXA होते हैं और शुक्राणु युग्मक Xa Y होते हैं इस तरह के क्रॉस से एक पुनेट स्क्वायर का परिणाम होगा कैपिटल A छोटा a कैपिटल A कैपिटल A छोटा a और कैपिटल A और जैसा कि आप देख सकते हैं अगर कोई Y है तो ऑफ़स्प्रिंग एक मेल होने जा रहा है ये दोनों मेल हैं और इन दोनों के पास अपने एक्स क्रोमोसोम पर कैपिटल A है इसलिए वे अप्रभावित हैं फीमेल ऑफ़स्प्रिंग ये 2 वे फिर से अप्रभावित हैं क्योंकि उनके पास कम से कम एक कैपिटल A है लेकिन वे वाहक हैं उनके पास दूसरे छोटे a हैं सही है इसलिए फीमेल ऑफ़स्प्रिंग एक वाहक है प्रभावित नहीं होती है लेकिन डिफेक्ट को अगले ऑफ़स्प्रिंग को पास कर सकती है यह हम पहले ही देख चुके हैं ठीक है यह ऐसा होता है यदि आप गणना करते हैं तो संभावनाएं भिन्न होंगी यह व्यक्ति के लिंग ऑफ़स्प्रिंग के लिंग पर निर्भर है अब हम कहते हैं यह एक वाहक और एक प्रभावित पुरुष के बीच एक क्रॉस है वाहक फीमेल और एक प्रभावित पुरुष अगर हम Punnett स्क्वायर का काम करते हैं तो यह कुछ इस तरह का होगा एक फीमेल और एक मेल प्रभावित होने जा रहे हैं ठीक है इसलिए 50 ऑफ़स्प्रिंग प्रभावित होती हैं यह छायांकित व्यक्ति प्रभावित हैं 50 ऑफ़स्प्रिंग प्रभावित हैं मेल ऑफ़स्प्रिंग यह है और यह पुरुष मेल ऑफ़स्प्रिंग हैं फिर से 50 प्रभावित और फीमेल ऑफ़स्प्रिंग 50 प्रभावित और 50 वाहक हैं एक वाहक फीमेल और एक प्रभावित पुरुष के बीच एक और उदाहरण इस मामले में केवल 25 ऑफ़स्प्रिंग ही प्रभावित होती हैं यह मेल होगा क्योंकि छोटा a यहाँ आता है Y के पास कुछ भी नहीं होता है यदि आप केवल मेल ऑफ़स्प्रिंग को मानते हैं तो 50 प्रभावित होते हैं यदि आप केवल फीमेल ऑफ़स्प्रिंग को मानते हैं तो कोई भी फीमेल ऑफ़स्प्रिंग प्रभावित नहीं होती है लेकिन 50 वाहक होती हैं इसलिए यदि एलील एक्स क्रोमोसोम पर स्थित है तो संभावनाएं इससे अलग होने जा रही हैं जो हमें ऑटोसोमल विकारों के साथ मिलीं या एलील जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर रहते हैं इस प्रकार एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मेंडेलियन सिद्धांतों द्वारा इनहेरिटेंस से अलग है मेंडेलियन सिद्धांतों के साथ पेडिग्री का विश्लेषण जो हमने पहले देखा था कुछ स्थितियों में कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है जैसे एक्स लिंक्ड विकारों में यह एक ऐसी संभावना है जो यहां दिखाई गई है इसलिए आपने इस विशेष वर्ग में जो कुछ भी सीखा है उस पर काम कीजिए और जब हम अगली कक्षा शुरू करेंगे तो मैं इसे हल करूँगा ठीक है यहाँ ये प्रश्न चिह्न हैं यही हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि ये प्रभावित हैं या नहीं यही प्रश्न है ये विभिन्न संख्याएं हैं जो हमारे संदर्भ के लिए दी गई हैं अन्य रिप्रज़िन्टेशन सामान्य रिप्रज़िन्टेशन हैं और ये 3 प्रभावित हैं आप यह पता लगाना चाहेंगे कि यह किस तरह का विकार है ये सवाल हैं इन्हेरिटिड कैरिक्टर डॉम्इनॅन्ट है या रिसेसिव ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड है यह पहला सवाल है यदि यह दिया जाता है कि 3 एक वाहक नहीं है तो 1 और 4 के जीनोटाइप क्या हैं यही आपको खोजने के लिए कहा गया है संभावना कि 14 प्रभावित है आपको खोजने के लिए कहा गया है ठीक है आप यह कीजिए और फिर जब हम मिलते हैं तो आप अपने सॉल्यूशन को उस सलूशन से चेक कर सकते हैं जो मैं अगले व्याख्यान में प्रदान करूंगा फिर मिलते हैं